कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है अब तक हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के विवरण पर और ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा क्या अलग अलग सेवाएं दी जा रही हैं इस पर ध्यान दिया अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का एक विशिष्ट उदाहरण लेंगे जो कि नेटवर्क में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तो इंटरनेट पर 80 प्रतिशत से अधिक ट्रैफ़िक इस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग एन्ड टू एन्ड डेटा को स्थानांतरित करने के लिए करता है तो हम इस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या टीसीपी के विवरण को संक्षेप में देखेंगे और बाद में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि आप टीसीपी कनेक्शन पर डेटा भेजने या प्राप्त करने के लिए इस तरह की प्रोग्रामिंग की मदद से एक एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं तो चलिए विस्तृत में टीसीपी प्रोटोकॉल सीखने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं खैर यह टीसीपी विशेष रूप से एक अविश्वसनीय इंटर नेटवर्क पर एक विश्वसनीय एन्ड टू एन्ड बाइट स्ट्रीमिंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था तो अविश्वसनीय इंटर नेटवर्क से क्या अभिप्राय है अब तक मुझे आशा है कि यह आपके लिए स्पष्ट है कि नेटवर्क लेयर आईपी आधारित नेटवर्क लेयर जिस पर हम विचार कर रहे हैं यह अविश्वसनीय सेवा प्रदान करती है क्योंकि बफर भरे होने की वजह से इंटरमीडिएट राउटर से बफर अति प्रवाह होते हैं जिससे पैकेट गिरने की संभावना होती है और जब भी इस इंटरमीडिएट राउटर से एक पैकेट ड्राप होता है तो नेटवर्क लेयर इसका ध्यान नहीं रखता इसलिए यदि आप ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर विश्वसनीय सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो उसे पैकेट गिरने की देखभाल करने की आवश्यकता है तो टीसीपी प्रोटोकॉल है जो इस अविश्वसनीय इंटरनेटवर्क के शीर्ष पर इस विश्वसनीयता का समर्थन करता है और इंटरनेटवर्क द्वारा हम यह भी देखते हैं कि नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग टोपोलॉजी हो सकती हैं तो ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क का एक हिस्सा वायरलेस तकनीक का उपयोग कर रहा है नेटवर्क का एक हिस्सा वायर्ड तकनीक का उपयोग कर रहा है नेटवर्क का एक अन्य हिस्सा ऑप्टिकल संचार तकनीक का उपयोग कर रहा है इसलिए इस तरह की विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियां हो सकती हैं जो अंतर्निहित नेटवर्क में हैं और इसके शीर्ष पर मुझे डेटा स्थानांतरित करने की आवश्यकता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप सिर्फ एक उदाहरण के बारे में सोचें जब आप अपने मोबाइल के ऊपर फेसबुक चला रहे हैं इसलिए जब भी आप अपने मोबाइल के ऊपर फेसबुक चला रहे होते हैं तो मोबाइल से पहला हॉप वायरलेस होता है आपके मोबाइल से मोबाइल गंतव्य तक वायरलेस होता है तो वह डेटा लिंक लेयर पर प्रोटोकॉल के एक अलग सेट का उपयोग करता है फिर उस गंतव्य से इस मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक वह हिस्सा वायर्ड नेटवर्क है और यह उच्च गति ईथरनेट नेटवर्क का उपयोग करता है तो वहाँ यह प्रोटोकॉल के एक और सेट का उपयोग करता है अब इस मोबाइल स्विचिंग सेंटर से सर्विस गेटवे तक क्योंकि कहते हैं कि आप सिर्फ फेसबुक सर्वर का उपयोग कर रहे हैं और फेसबुक का सर्वर कहीं और है इसलिए आपको यूएसए को डेटा भेजने की आवश्यकता है जो गेटवे इस एशियाई नेटवर्क को अमेरिकी नेटवर्क से जोड़ रहा है जो बीच में ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करता है तो आपको उस शीर्ष ऑप्टिकल फाइबर केबल के शीर्ष पर डेटा को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है इसलिए अंतर्निहित नेटवर्क अलग अलग गुणों के लिए बहुत अलग है और आपके पास इस अविश्वसनीय नेटवर्क के शीर्ष पर विभिन्न प्रकार के पैकेट नुकसान विलंब पुन प्रेषण हो सकते हैं टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जिसे इस सभी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है तो आइए देखें कि हम नेटवर्क में इस भिन्न चुनौतियों को संभालने के लिए टीसीपी का उपयोग कैसे करते हैं तो टीसीपी गतिशील रूप से इंटर नेटवर्क के गुणों के लिए अनुकूल है और कई तरह की विफलताओं का सामना करने के लिए रोबस्ट है जो नेटवर्क में हो सकते हैं लेकिन इस टीसीपी प्रोटोकॉल का एक लंबा इतिहास है तो आधार टीसीपी प्रोटोकॉल इस RFC 793 के एक भाग के रूप में आया था तो यह RFCs कुछ पूर्ण रूप हैं RFC टिप्पणियों के लिए अनुरोध है और यह RFCs आप इसे प्रोटोकॉल विनिर्देश के लिए एक मानक दस्तावेज़ के रूप में सोच सकते हैं जिसे IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है जो प्रोटोकॉल मानकीकरण को संभालने के लिए एक वैश्विक निकाय है तो टीसीपी का पहला संस्करण सितंबर 1981 में इस RFC 793 के एक भाग के रूप में आया और फिर इसने इस तरह के कई बदलाव देखे इसलिए मैंने कुछ बदलावों को सूचीबद्ध किया है कुछ लेवल के बग कहते हैं यह RFC 1122 टीसीपी प्रोटोकॉल कुछ स्पष्टीकरण करता है उसके बाद आरएफसी 1323 जिसे टीसीपी के उच्च प्रदर्शन और विस्तार के लिए डिज़ाइन किया गया था और उसके बाद फिर आरएफसी 2018 आया तो मानक टीसीपी प्रोटोकॉल यह प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म के लिए गो बैक N ARQ का उपयोग करता है इसलिए RFC 2018 इस चयनात्मक पावती का उपयोग करता है तो हम इसे संस्करण कॉल टीसीपी SACK कहते हैं TCP चयनात्मक पावती प्रोटोकॉल जो प्रवाह नियंत्रण क्रियाविधि को संभालने के लिए इस चयनात्मक दोहराव प्रोटोकॉल का उपयोग करता है RFC 2581 में TCP कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिथ्म बारे में चर्चा करता है RFC 3168 यह एक अवधारणा का उपयोग करता है जिसे स्पष्ट भीड़ अधिसूचना कहा जाता है उसके बाद भी बुनियादी टीसीपी प्रोटोकॉल पर कई संशोधन हुए हैं इसलिए इस टीसीपी प्रोटोकॉल में बहुत कुछ बदल गया है जिसे सितंबर 1981 में शुरू में डिजाइन किया गया था तो टीसीपी सेवा मॉडल पर एक व्यापक नज़र डालते हैं तो सभी टीसीपी कनेक्शन पूर्ण डुप्लेक्स और पॉइंट टू पॉइंट होते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि वे 2 एंड होस्ट के बीच हैं और पूर्ण द्वैध का मतलब है कि होस्ट A और होस्ट B दोनों जब भी आप उनके बीच एक टीसीपी कनेक्शन बनाते हैं तो होस्ट A होस्ट B को डेटा भेजता है और उसी समय होस्ट B होस्ट A को डेटा भेजने में सक्षम होगा इसलिए टीसीपी को पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रांसफर के लिए डिज़ाइन किया गया था दो विभिन्न मशीनों के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए यह मल्टी कास्टिंग या प्रसारण का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था जब आप एक नोड से नोड्स के समूह में डेटा भेजना चाहते हैं या एक नोड से बड़े नोड्स के सेट को सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए टीसीपी उपयुक्त नहीं था तो टीसीपी यूनिक्स आधारित प्रणाली में सॉकेट की अवधारणा का उपयोग करता है जो एन्ड टू एन्ड कनेक्शन को परिभाषित करता है तो पाइप की अवधारणा जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर के जेनेरिक सर्विस मॉडल की चर्चा के दौरान बता रहे हैं यही बात टीसीपी के संदर्भ में एक सॉकेट के रूप में कहा जाता है तो 6 टुपल्स के रूप में एक सॉकेट 6 पैरामीटर विशिष्ट रूप से सॉकेट की पहचान करने के लिए स्रोत IP स्रोत पोर्ट स्रोत अनुक्रम संख्या स्रोत प्रारंभिक अनुक्रम संख्या गंतव्य IP गंतव्य पोर्ट की और गंतव्य प्रारंभिक अनुक्रम संख्या एक ही चीज जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर में एक पाइप तार्किक पाइप में विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया था अब एक बार जब होस्ट A और होस्ट B ने अपने बीच एक सॉकेट स्थापित किया तो माना के होस्ट A होस्ट B को कुछ डेटा भेजना चाहता है क्षमा करें होस्ट B होस्ट A को कुछ डेटा भेजना चाहता है इसलिए होस्ट B राईट सिस्टम कॉल का उपयोग इस डेटा को सॉकेट में लिखने के लिए कर सकता है तो होस्ट B सॉकेट में डेटा लिखेगा फिर यह डेटा प्रोटोकॉल स्टैक की इस अलग लेयर तक पहुंचाया जाएगा होस्ट A की ट्रांसपोर्ट लेयर पर प्राप्त किया गया फिर होस्ट A ट्रांसपोर्ट लेयर बफर के डेटा को पढ़ने के लिए रीड कॉल निष्पादित कर सकता है और यह डिलीवरी विश्वसनीय डिलीवरी है जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा ध्यान दिया जाएगा और होस्ट A को पैकेट डिलीवरी उसके आईपी एड्रेस के आधार पर होगा जिसका ध्यान नेटवर्क लेयर द्वारा रखा जाएगा और इस तरह से ये सभी लेयर्स प्रोटोकॉल स्टैक के हैं तो यह तार्किक पाइप या तार्किक सॉकेट ये टीसीपी प्रोटोकॉल के सेवा मॉडल को परिभाषित करता है तो इस पाइप के माध्यम से विश्वसनीय डेटा का समर्थन करने के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल की सभी सेवाओं को कार्यान्वित किया जाता है जिसे सॉकेट के रूप में जाना जाता है इसलिए एक यूनिक्स मॉडल में यूनिक्स आधारित सॉकेट कार्यान्वयन में हम आम तौर पर एक एकल डेमॉन प्रक्रिया चलाते हैं जिसे इंटरनेट डेमॉन या inetd कहा जाता है यह inetd हर समय अलग अलग ज्ञात पोर्ट पर चलता रहता है तो ऐसा नहीं है कि आपको हर समय सॉकेट को ओपन रखना होगा तो यह inetd इस बात का ध्यान रखता है कि inetd अलग अलग ज्ञात पोर्ट पर चलता रहता है और पहले आने वाले कनेक्शन की प्रतीक्षा करता है इसलिए जब पहला कनेक्शन आता है तो यह inetd इसे विभाजित करता है इसका मतलब है यह एक नई प्रक्रिया आईडी के साथ एक चाइल्ड प्रक्रिया बनाता है और संबंधित डेमॉन शुरू करता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप http फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो http फाइल ट्रांसफर के लिए आपको http डेमन को चलाना होगा जो http सर्वर पर होता है जो पोर्ट 80 पर चलता है इसलिए शुरुआत में यह inetd पोर्ट 80 पर ध्यान देता रहता है और जब भी आप कनेक्शन और 80 पोर्ट शुरू करने की कोशिश करते हैं तो httpd डेमॉन प्रक्रिया की वजह से httpd ऊपर आ जाता है जो पोर्ट 80 पर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करेगा जिसको हमने एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल की चर्चा में देखा होगा तो यह उस डेमॉन प्रक्रिया को शुरू करेगा और क्लाइंट पर पोर्ट 80 सर्वर पर पोर्ट 80 और क्लाइंट पर कुछ यादृच्छिक पोर्ट सॉकेट बनाएगा और http पैकेट प्राप्त करना शुरू करेगा इसी प्रकार ftpd प्रकार के प्रोटोकॉल के लिए ftpd पोर्ट 21 पर शुरू होगा तो टीसीपी के बारे में कुछ विवरण इसलिए सबसे पहले टीसीपी कनेक्शन एक बाइट स्ट्रीम है जो संदेश स्ट्रीम नहीं है इसलिए प्रत्येक बाइट को एक अद्वितीय अनुक्रम संख्या द्वारा पहचाना जाता है जिसे हमने ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की जेनेरिक सेवा चर्चा के दौरान चर्चा किया था और यह संदेश सीमा उन्हें संरक्षित एन्ड टू एन्ड प्रदान नहीं किया जाता है इसका मतलब है सभी संदेश टीसीपी शब्दों में हैं जिन्हें हम एक सेगमेंट के रूप में कहते हैं जिसे हमने देखा है सेगमेंट समान आकार के नहीं हो सकते हैं सेग्मेंट्स अलग अलग हो सकते हैं तो होस्ट B से होस्ट A तक ऐसा हो सकता है कि पहला खंड अनुक्रम संख्या 100 से शुरू हो रहा हो और क्यूंकि इसकी लंबाई 100 है इसलिए यह 100 से 200 तक जाता है इसके बाद जो दूसरा क्रम चलता है वह 201 होना चाहिए 201 से 250 तक तीसरा खंड यह 251 से 400 तक जाता है इसलिए इस खंड में कुछ 100 बाइट्स डेटा होते हैं इस सेगमेंट में ऐसा होता है यह 101 से 200 तक कहा जाता है इस संदर्भ में 100 बाइट्स डेटा शामिल हैं इसमें 50 बाइट्स डेटा के होते हैं और इसमें 200 बाइट्स डेटा होते हैं इसलिए उनके अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं अलग अलग आकार हो सकते हैं और सेगमेंट का आकार प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो हम बाद में देखेंगे अब एक काल्पनिक उदाहरण में अगर ऐसा होता है कि इस सेगमेंट 1 को होस्ट A द्वारा सही तरीके से प्राप्त किया जाता है और मान लेते हैं कि सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3 को खो दिया जाता है इसलिए होस्ट B बाइट्स 201 से बाइट्स 400 तक पुनः प्रेषित करने की कोशिश करेगा इसलिए यह 201 होना चाहिए इसलिए यह बाइट्स 201 से बाइट्स 400 तक पुनः प्रेषित करने की कोशिश करेगा तो इस टीसीपी अवधारणा में यह 2 खंडों को पुनः प्रेषित करने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि यह समझ जाएगा कि बाइट 201 से बाइट 400 कही गुम हो गई हैं और इसे बाइट्स 201 से बाइट्स 400 तक पुनः प्रेषित करना होगा ना की 2 खंड इसलिए यह खंड संरक्षित नहीं हो सकता है क्योंकि टीसीपी में सब कुछ एक बाइट स्ट्रीम के रूप में है और सब कुछ पहचाना जाता है कि मैंने कितने बाइट भेजे हैं या मुझे कितने बाइट मिले हैं या नेटवर्क में कितने बाइट हैं इसलिए जब भी यह पुनः प्रेषण कर रहा होता है शायद उस दर नियंत्रण एल्गोरिथ्म के जिसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे ऐसा हो सकता है कि यह पूरी चीज 2 अलग अलग बाइट्स 2 अलग अलग खंडों में विभाजित हो तो पहले खंड में बाइट्स 201 से 300 हैं और दूसरे खंड में बाइट्स 301 से 400 हैं तो अब आप देख सकते हैं कि पहले के पूर्व विभाजन जो कि हम बाइट्स से सेगमेंट में करते थे वो यहाँ संरक्षित नहीं किए जा रहे हैं तो पहले मेरे पास 50 बाइट्स का एक छोटा सेगमेंट और 150 बाइट्स का एक और बड़ा सेगमेंट था लेकिन अब जब भी मैं पुनः प्रेषण कर रहा हूं मुझे पता चला या यह कहना बेहतर है कि होस्ट B में टीसीपी को अच्छी तरह से पता चल गया है अब मुझे 50 बाइट के एक छोटे सेगमेंट को भेजने की आवश्यकता नहीं है बल्कि मैं इस पूरे बाइट को 100 बाइट्स के प्रत्येक 2 सेगमेंट के साथ फिर से प्रेषित कर सकता हूं इसलिए हम इस शब्द का उपयोग करते हैं कि टीसीपी प्रोटोकॉल के संदर्भ में संदेश सीमाएं अंत तक संरक्षित नहीं हैं इसलिए सब कुछ बाइट स्ट्रीम है एक उदाहरण जिसमे भेजने की प्रक्रिया में ये चार 512 बाइट टीसीपी सॉकेट पर टीसीपी स्ट्रीम राईट कॉल की मदद से लिखता है इसलिए एप्लिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पर चार 512 बाइट्स भेज रहा है और यदि आपको ट्रांसपोर्ट लेयर आर्किटेक्चर के बारे में याद हो आपके पास यह एप्लिकेशन है जब भी एप्लिकेशन राइट कॉल करता है तो वह डेटा बफर में जाता है तो डेटा एक बफर में जा रहा है और ट्रांसपोर्ट लेयर इकाई यह इस बफर से डेटा पढ़ रहा है और सेगमेंट बना रहा है अब जब यह सेगमेंट बना रहा है अगर भेजने की प्रक्रिया इस बफ़र में चार 512 बाइट्स ब्लॉक लिखती है तो अब यह डेटा चार 512 बाइट्स चंक के रूप में दिया जा सकता है जिसका अर्थ है चार 512 बाइट्स खंड दो 1024 बाइट सेगमेंट या एक 2048 बाइट सेगमेंट या में किसी अन्य तरीके से यह आवश्यक नहीं है कि सभी खंडों को आकार समान हो इसलिए रिसीवर के लिए कोई रास्ता नहीं है की कब वह रिसीवर उस डेटा को प्राप्त करेगा उन इकाइयों का पता लगाने के लिए जिसको डेटा भेजने की प्रक्रिया द्वारा लिखा गया था तो 512 बाइट चंक में लिखित डेटा के रूप में भेजने की प्रक्रिया पर लेकिन जब भी रिसीवर प्रक्रिया को डेटा प्राप्त होगा जो की विपरीत टीम है तो आप डेटा को एक रिसीवर बफर में डालते हैं फिर रिसीवर एप्लीकेशन एक रीड कॉल करेगा बफर से डेटा पढ़ने के लिए और जब रिसीवर एप्लिकेशन बफर से डेटा को पढ़ने के लिए रीड कॉल करेगा तब यह निश्चित संख्या में बाइट्स पढ़ेगा और उस समय के दौरान ऐसा हो सकता है कि इस एप्लिकेशन को पढ़ने के लिए 1024 बाइट्स चंक पर रीड कॉल किया जा रहा हो तो प्रेषक ने इसे 512 बाइट चंक में लिखा है और रिसीवर को 1024 बाइट्स विखंडन में प्राप्त हो रहा है इसलिए यह व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है और यहां तक कि रिसीवर को यह भी पता नहीं है कि क्या चंक का आकार था जब प्रेषक ने लिखा है कि ट्रांसमिशन प्रक्रिया प्रोटोकॉल को टीसीपी प्रक्रिया को प्रेषित करना है तो यह टीसीपी प्रोटोकॉल की हेडर संरचना है तो जाने माने फ़ील्ड पहले से ही मौजूद हैं कि आपने उस स्रोत पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट पर गौर किया है जिस पर आप एक संचार बना रहे हैं आपके पास प्रत्येक पैकेट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए यह क्रम संख्या है आपके पास प्राप्त बाइट्स को स्वीकार करने के लिए एक पावती संख्या है मैंने बात करते समय एक गलती की है मैंने उस अनुक्रम संख्या को बाइट के लिए अनुक्रम संख्या के बजाय पैकेट के लिए बताया है क्योंकि आप बाइट अनुक्रम संख्या का उपयोग कर रहे हैं इसलिए आपको यहां सही शब्द का उपयोग करना चाहिए फिर हेडर की लंबाई हेडर की लंबाई कुछ फ्लैग्स तो ये फ्लैग बिट्स हैं तो हम विस्तार से फ्लैग बिट्स पर गौर करेंगे बस कुछ फ़्लैग बिट्स जैसे कि यह FIN फ़्लैग बिट इस FIN बिट का उपयोग किसी कनेक्शन को समाप्त करने के लिए कनेक्शन को बंद करने के लिए किया जाता है तो अगर यह FIN बिट सेट है इसका मतलब है कि यह एक कनेक्शन बंद करने वाला संदेश है यदि यह SYN बिट सेट है SYN बिट कनेक्शन आरंभीकरण के लिए है तो अगर यह SYN बिट सेट है इसका मतलब है यह कनेक्शन आरम्भ के लिए एक SYN संदेश है यदि यह ACK बिट सेट है इसका मतलब है यह एक स्वीकार्यता संदेश है जो इस पावती संख्या को भेज रहा है जिसके बारे में रिसीवर द्वारा बाइट स्वीकार किया गया है फिर आपके पास इस विंडो का आकार है यह विंडो आकार डायनेमिक बफर प्रबंधन के लिए विंडो प्रोटोकॉल स्लाइड करने के लिए रिसीवर विज्ञापित विंडो आकार है तो इस विंडो आकार के साथ रिसीवर यह घोषणा कर रहा है कि रिसीवर साइड में उपलब्ध बफर स्पेस क्या है यह 16 बिट विंडो आकार है तो हमारे पास 32 बिट अनुक्रम संख्या 32 बिट पावती संख्या 16 बिट विंडो आकार है कुछ चेकसम प्राप्त डेटा की शुद्धता जांचने के लिए हैं तत्काल पॉइंटर हम इस जरूरी पॉइंटर के बारे में बाद में चर्चा करेंगे संक्षेप में अगर आप क्यु को दरकिनार करके कुछ संदेश तत्काल भेजना चाहते हैं क्योंकि यदि आप संचारित कतार ट्रांस या उस ट्रांसपोर्ट लेयर क्यु को देखते हैं वह ट्रांसपोर्ट लेयर क्यू फ़िफ़ो फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट क्यू है तो जो भी बाइट पहले आई है वह पहले उस बाइट को भेज देगी इसलिए यदि आप जरूरी पॉइंटर सेट करते हैं तो जरूरी पॉइंटर कहता है कि यदि आप जरूरी पॉइंटर सेट करके एप्लिकेशन से कुछ डेटा भेज रहे हैं इसका मतलब है जो भी डेटा आप जरूरी पॉइंटर को सेट करके एप्लिकेशन लेयर से भेज रहे हैं आप वो सॉकेट प्रोग्रामिंग की मदद से भी कर सकते हैं जो हम उस पर बाद में गौर करेंगे यदि आप ऐसा करते हैं तो यह पहले उस सेगमेंट को बनाएगा और फिर उसे तत्काल बिट सेट के साथ भेज देगा यह इंगित करता है कि यह विशेष डेटा जरूरी है जो कि क्यु के अंदर इंतजार न करे इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट के व्यवहार में फिर आपके पास कुछ वैकल्पिक फ़ील्ड हैं और अंत में डेटा जो ऊपरी परत से आ रहा है इसका मतलब है इस पैकेट के लिए पेलोड वैसे हमने उस पर ध्यान दिया है टीसीपी अनुक्रम संख्या और पावती संख्या यह 32 बिट अनुक्रम संख्या और 32 बिट पावती संख्या का उपयोग करता है तो टीसीपी कनेक्शन पर प्रत्येक बाइट में स्वयं 32 बिट अनुक्रम संख्या होती है तो क्योंकि यह एक बाइट स्ट्रीम उन्मुख प्रोटोकॉल है जिसे आपने देखा है तो टीसीपी यह स्लाइडिंग विंडो आधारित प्रवाह नियंत्रण का उपयोग करता है तो पावती संख्या इसमें अगला अपेक्षित बाइट होता है जो प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त संचयी बाइट्स को स्वीकार करता है तो उदाहरण ऐसा है यदि आपको एक पावती संख्या 3 1 2 4 5 प्राप्त होती है इसका मतलब है कि रिसीवर ने 3 1 2 4 4 तक के सभी बाइट्स को सही ढंग से प्राप्त किया है और यह बाइट 3 1 2 4 5 की अपेक्षा कर रहा है इसलिए यह संचयी पावती संख्या है इसलिए एक बार जब आप एक पावती संख्या प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस संख्या से पहले सभी बाइट्स जो रिसीवर द्वारा सही ढंग से प्राप्त किया गया है और यह उस विशेष बाइट्स की उम्मीद कर रहा है इसलिए यह बाइट 3 1 2 4 5 की अपेक्षा कर रहा है और इसने बाइट 3 1 2 4 4 को सही ढंग से प्राप्त किया है इसलिए हमने पहले इस पर गौर किया टीसीपी में यह संदेश सीमा जिसे हम इसका एक खंड कहते हैं इसलिए टीसीपी एंटिटी को भेजना और प्राप्त करना वे खंड के रूप में डेटा का आदान प्रदान करते हैं सामान्य तौर पर एक खंड में एक निश्चित 20 बाइट हैडर और एक वैकल्पिक हिस्सा होता है तो हेडर प्रारूप जिसे हमने पहले देखा है कि टीसीपी सेगमेंट हैडर होता है जिसके बाद 0 या अधिक डेटा बिट्स हैं इसलिए यदि यह एक कनेक्शन संदेश या कनेक्शन बंद संदेश जैसे SYN संदेश या FIN संदेश है तो आपके पास कोई डेटा नहीं है लेकिन यदि यह एक डेटा संदेश है तो आपके पास अतिरिक्त डेटा हो सकता है जो उस सेगमेंट के साथ है अब हम देखते हैं कि यह टीसीपी सेगमेंट कैसे बनता है और जैसा कि आपने पहले देखा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी सेगमेंट समान आकार के होंगे यहां यह आपके लिए थोड़ा स्पष्ट होगा कि सभी खंड टीसीपी में समान आकार के क्यों नहीं हैं तो टीसीपी यह एक सेगमेंट में कई राइट कॉल से डेटा जमा कर सकता है या डेटा को एक राईट कॉल से कई खंडों में विभाजित करता है तो इस राइट सिस्टम कॉल के साथ यह राइट कॉल आपको एप्लिकेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर पर डेटा का एक हिस्सा भेज रहा है अब जब भी टीसीपी चल रही है तो टीसीपी का कहना है कि अगर आपने 1024 बाइट डेटा भेजा है तो आप इस राइट सिस्टम कॉल की मदद से एप्लिकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर तक एक चंक के रूप में 1024 बाइट डेटा भेज रहे हैं ऐसा हो सकता है कि टीसीपी उस 1024 चंक को दो 512 बाइट चंक में तोड़ सकता है और आवश्यकता के आधार पर 2 खंड भेज सकता है आवश्यकता मैं कुछ मिनट बाद चर्चा करूंगा या यह एक साथ हजार दो 1024 बाइट चंक को जोड़ सकता है और 2048 बाइट का एक एकल खंड बनाकर एक बार में भेज सकता है अब यह खंड कैसे बनाए गए हैं यह खंड आकार 2 मापदंडों द्वारा प्रतिबंधित है पहला पैरामीटर आईपी पेलोड है डेटा की वह मात्रा जिसे आप आईपी टुकड़े के अंदर डाल सकते हैं जब भी आप नेटवर्क लेयर पर जाते हैं यह 65515 बाइट्स तक सीमित है तो आपके सेगमेंट का आकार इससे अधिक नहीं हो सकता है दूसरा पैरामीटर लिंक की अधिकतम संचरण इकाई है तो अधिकतम संचरण इकाई क्या है इसका मतलब है जब भी आप विचार कर रहे हों और कहे जाने वाले स्रोत से गंतव्य तक कई नेटवर्क लिंक हों तो यह लिंक के पास अधिकतम संचरण इकाई होती है तो यह डेटा लिंक लेयर की अवधारणा से आता है डेटा लिंक लेयर से यह अधिकतम ट्रांसमिशन यूनिट कैसे व्यवहार में आती है जब हम डेटा लिंक लेयर के बारे में चर्चा करेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे लेकिन कुछ समय के लिए इसे एक उदाहरण के रूप में लें या एक दिए गए पद के रूप में लें कि विभिन्न प्रौद्योगिकी के लिए अधिकतम संचरण इकाई अलग अलग है इसलिए उदाहरण के लिए यदि यह लिंक वाई फाई लिंक है तो आपके पास एक MTU है यदि यह एक ईथरनेट लिंक या WAN लिंक है तो आपके पास एक और MTU होगा यदि यह एक ऑप्टिकल फाइबर लिंक है तो आपके पास एक और MTU अधिकतम ट्रांसमिशन यूनिट होगी तो अधिकतम संचरण इकाई मूल रूप से यह है कि एक ही बार में डेटा की मात्रा क्या है या बिट क्या है यह उस डेटा की मात्रा होनी चाहिए जिसे आप पैकेट के अंदर रख सकते हैं तो टीसीपी क्या करता है टीसीपी को टीसीपी प्रेषक बफर में डेटा लिखने के लिए एप्लिकेशन से इस राईट कॉल का उपयोग करना चाहिए इस प्रकार इस उदाहरण में कि एप्लिकेशन ट्रांसपोर्ट बफर में डेटा लिखने के लिए एक राइट कॉल करता है और प्रेषक यह फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम के आधार पर डायनामिक विंडो को बनाए रखता है इसलिए आदर्श रूप से आपकी भेजने की दर नेटवर्क दर और रिसीवर विज्ञापित दर से न्यूनतम थी इसलिए जब भी हम इसे विंडो रूप में परिवर्तित करते हैं तो आपके प्रेषक विंडो का आकार न्यूनतम एक विंडो आकार का होगा जो कि कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल द्वारा दिया जाएगा इसलिए पहले हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कंजेस्शन कंट्रोल के मामले में आप इस additive वृद्धि सिद्धांत का उपयोग करके नेटवर्क दर को कम दर से बहुत उच्च दर तक बढ़ाते हैं तो उस दर को बढ़ाने के लिए यह आपकी विंडो के आकार को बढ़ाने जैसा है तो यदि आप विंडो का आकार बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि एक ही समय में आप अधिक डेटा भेज पाएंगे तो आप दर को बढ़ाने में सक्षम होंगे तो इस कंजेशन विंडो एक संकेत रखता है कि अगर आपके विंडो का आकार 1 है तो आप 1 बाइट डेटा भेज सकते हैं यदि आपकी विंडो का आकार 2 है तो आप एक साथ 2 बाइट्स डेटा भेज सकते हैं यदि आपकी विंडो का आकार 4 है तो आप एक साथ 4 बाइट डेटा भेज सकते हैं तो आपके पास यह कंजेशन विंडो है और रिसीवर विज्ञापित विंडो का आकार न्यूनतम है तो आपके पास यह प्रेषक विंडो का आकार है तो इस प्रेषक विंडो को गतिशील रूप से ट्रिगर किया जाता है डायनामिक रूप से अपडेट किया जाता है जो कि रिसीवर विज्ञापन विंडो के आकार और भीड़भाड़ विंडो के आकार के आधार पर अपडेट किया जाता है कि आप धीरे धीरे एडिटिव वृद्धि स्थान में बढ़ रहे हैं और जब भी कंजेशन की कटौती की जाती है तो आप इसे फिर से छोटे मान या न्यूनतम मान पर घटा देते हैं तो यह प्रवाह और कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिथ्म यह इस विंडो के आकार का उपयोग करेगा और उसी के आधार पर आपका खंड बनाया जाएगा तो यह एक खंड बनाने के लिए एल्गोरिथ्म है इसलिए टीसीपी के आज के कार्यान्वयन में यह इस पथ MTU डिस्कवरी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जो इंटरनेट नियंत्रण संदेश प्रोटोकॉल पथ में है इंटरनेट नियंत्रण संदेश प्रोटोकॉल के पथ के रूप में जो नेटवर्क लेयर पर लागू होता है तो यह क्या करता है क्या यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि पथ के सभी लिंक का MTU क्या है पथ के सभी एमटीयू के बारे में जानकारी प्राप्त करके एक उदाहरण के रूप में यदि ऐसा होता है तो ये लिंक हैं तो यह आपका स्रोत है और यह आपकी गंतव्य है तो यह लिंक 512 बाइट का समर्थन करता है यह 1KB का समर्थन करता है और यह 256 बाइट का समर्थन करता है तो अगर ऐसा है इसका मतलब है आदर्श रूप से आपको इस संपूर्ण एन्ड टू एन्ड पथ में 256 बाइट से अधिक डेटा नहीं भेजना चाहिए तो यह वह कार्य है जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल के अंदर इस पथ एमटीयू खोज क्रियाविधि द्वारा किया जाता है और यह कनेक्शन स्थापना के दौरान अपने अधिकतम खंड आकार को सेट करता है इसलिए कनेक्शन के दौरान स्थापना इस संदेश को नेटवर्क लेयर पर आदान प्रदान करके नेटवर्क लेयर से यह फीडबैक प्राप्त करके यह अधिकतम सेगमेंट आकार सेट करता है अधिकतम सेगमेंट का आकार कभी कभी अन्य मापदंडों पर निर्भर करता है जैसे कि बफर का कार्यान्वयन की आपका बफर एक बार मे कितना डेटा रख सकता है अब प्रेषक यह ACK प्राप्त करने के बाद विंडो की जाँच करता है क्योंकि जब भी आप ACK प्राप्त करते हैं तो इसके साथ ही आपके पास वर्तमान में रिसीवर विज्ञापित विंडो आकार है जो आपको बताएगा कि रिसीवर कितना डेटा रख सकता है इसलिए यदि विंडो का आकार एमएसएस से कम है इसका मतलब है रिसीवर जो भी रख सकता है वह आपके अधिकतम सेगमेंट के आकार से कम है तो आप एक एकल खंड का निर्माण करते हैं अन्यथा अगर आपके रिसीवर की विंडो का आकार आपके MSS से अधिक है तो ऐसा कहें कि आपके रिसीवर की विंडो का आकार 2048 बाइट है और यह आपके रिसीवर की विंडो का आकार है और आपका MSS 1024 बाइट है इसका मतलब है यदि आपके पास अपने प्रेषक बफर के अंदर 2048 बाइट डेटा है तो आप 1024 बाइट्स के साथ 2 अलग सेगमेंट बना सकते हैं तो इस तरह से आप दो 1024 बाइट खंड बनाते हैं और इसे नेटवर्क पर स्थानांतरित करते हैं तो इस तरह से गतिशील रूप से इस सेगमेंट के आकार को इस विशेष क्रियाविधि के आधार पर अनुकूलित किया जाता है यह देखते हुए कि रिसीवर विज्ञापित विंडो क्या है आपका अधिकतम प्रेषक आकार क्या है साथ ही साथ डेटा की मात्रा क्या है जो प्रेषक बफर में है ऐसा हो सकता है कि प्रेषक बफ़र में केवल 10 बाइट डेटा हो यदि प्रेषक बफ़र में 10 बाइट डेटा है तो आप केवल 1024 बाइट प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते रहेंगे क्योंकि यह आपके अधिकतम खंड आकार के बराबर है और आप उसे प्रेषित करेंगे आप कुछ संदेश को अनावश्यक देरी कर सकते हैं इसलिए हम बाद में हम क्रियाविधि को विस्तृत में देखेंगे लेकिन मोटे तौर पर भले ही आपके पास प्रेषक बफर में थोड़ी मात्रा में डेटा हो आप अधिकतम खंड आकार के लिए डेटा का इंतजार नहीं करते हैं जो भी डेटा आपके खंड आकार में होता है आप उस डेटा को स्थानांतरित करते हैं तो यही कारण है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि यदि एप्लिकेशन पर्याप्त डेटा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो आप नेटवर्क में डेटा को धक्का दे सकते हैं जो कि उस खंड से कम है जहां खंड का आकार आपके अधिकतम खंड आकार से कम है इसलिए टीसीपी डिज़ाइन में जो चुनौतियाँ हैं और यहाँ से हम विस्तृत डिज़ाइन विवरण पर ध्यान देंगे सबसे पहले इस सेगमेंट का निर्माण गतिशील रूप से किया जाता है तो जो कि एक ही खंड के पुन प्रसारण की गारंटी नहीं देते हैं इसलिए जैसा कि हमने पहले देखा है कि पहले आपके पास 50 बाइट्स के एक खंड 150 बाइट्स का एक और खण्ड था और जब भी आप पुनः प्रसारण करते हैं तो आप प्रत्येक 100 बाइट्स के साथ दो पुनः प्रसारण करते हैं इसलिए पुनरावर्तन अतिरिक्त डेटा या कम डेटा या खंडों के पुनर्व्यवस्था दे सकता है और कभी कभी ये खंड क्रम से बाहर हो सकते हैं क्योंकि टीसीपी पथ निर्धारित नहीं करता है नेटवर्क लेयर पथ का निर्धारण करता है और नेटवर्क लेयर में ऐसा हो सकता है कि एक सेगमेंट के लिए एक पैकेट जो कि नेटवर्क लेयर पैकेट से आ रहा है वह दूसरे पैकेट के लिए एक रास्ता तय करता है और दूसरा रास्ता तय करता है इस लोड संतुलन या मार्ग प्रोटोकॉल में कई अन्य क्रियाविधि की वजह से और इस सेगमेंट की वजह से आप एक टीसीपी ऑर्डर से बाहर के सेगमेंट प्राप्त कर सकते हैं तो यह टीसीपी रिसीवर इस आर्डर से बाहर हुए सेगमेंट को उचित तरीके से हैंडल करेगा ताकि डेटा अपव्यय कम से कम हो यदि आप N ARQ लागू करतें हैं और यदि आप ये सोचते हैं की यदि मैं कुछ आउट ऑफ आर्डर प्राप्त करता हूँ तो मैं इसे बफर में नहीं डालूंगा क्योंकि प्रेषक पूरी चीज़ को पुनः प्रसारित करता है जो की एक बुद्धिमान विचार नहीं है क्योंकि छोटा उदाहरण क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह एक रिसीवर है यह एक प्रेषक है रिसीवर पक्ष का कहना है कि आपने इस डेटा को बहुत अधिक प्राप्त किया है और फिर आपको यह बहुत अधिक डेटा प्राप्त हुआ है ठीक है तो माना कि 100 से 120 तक प्राप्त करते हैं फिर 121 से 150 तक फिर आपको नहीं मिला फिर 151 से लेकर 500 बाइट तक आपको मिला है अब इस स्तर पर जब भी प्रेषक का समय समाप्त हो जाता है तो प्रेषक अन्य बाइट्स के साथ इस बाइट को फिर से भेजने की कोशिश करेगा जो प्रेषक बफर में हैं तो यह प्रेषक बफर है जिसे हम भेजेंगे उस डेटा को फिर से भेज देंगे जब भी यह उस डेटा को पुन प्रसारित कर रहा होता है तो मान लें कि पहले खंड में यह 121 से 160 तक एकल खंड में पुन प्रसारित करता है तो जिस क्षण आप इसे प्राप्त कर रहे हैं रिसीवर को यह मिल जाएगा रिसीवर इस बाइट 120 से 149 तक हटा देगा और यहां डेटा को बीच में डाल देगा इसलिए यह संपूर्ण डेटा अब 120 से 500 तक प्राप्त किया गया है तो रिसीवर एक पावती भेज सकता है और यह संचयी पावती कह रही है कि यह 500 बाइट तक प्राप्त हुई है और जिस क्षण प्रेषक इसे प्राप्त करता है प्रेषण बंद हो जाता है अतिरिक्त बाइट्स के इस पुन प्रसारण को भेजने से रोक सकता है और यह तदनुसार विंडो पैरामीटर को अपडेट कर सकता है और 501 बाइट्स से डेटा को शेष तक भेजना शुरू कर सकता है इस प्रकार आप नेटवर्क संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए अनुकूलन कर सकते हैं अब हमारे पास टीसीपी सेगमेंट हेडर में यह विंडो साइज़ फील्ड है तो इस विंडो साइज़ क्षेत्र का उपयोग टीसीपी में प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम के लिए किया जाता है यह एक चर आकार स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल गतिशील बफरिंग का उपयोग करता है जिसे हमने पहले देखा है तो यह विंडो साइज़ फ़ील्ड यह बताता है कि इस पर बफर स्पेस पर इस पर वर्तमान फ्री साइज़ के आधार पर रिसीवर कितने बाइट्स प्राप्त कर सकता है है और जैसा कि हमने पहले देखा है कि एक विंडो साइज़ 0 का मतलब है रिसीवर के पास पर्याप्त बफर स्थान नहीं है इसलिए प्रेषक को आगे के डेटा को तब तक प्रसारित नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे अच्छी मात्रा या पर्याप्त मात्रा में विंडो साइज़ का विज्ञापन न मिल जाए अब टीसीपी पावती इसलिए अंतिम टीसीपी पावती यह पावती संख्या और विज्ञापित विंडो साइज़ का एक संयोजन है जिसके आधार पर प्रेषक अपने पैरामीटर को ट्यून करेगा तो यह टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में बुनियादी बातें है तो अगली कक्षा में हम इस स्लाइडिंग विंडो आधारित फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथ्म के विवरण पर जाएंगे जिसे टीसीपी के हिस्से के रूप में अपनाया गया है इस कक्षा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद